हैलो

इस व्याख्यान में हम पावर एम्पलीफायरों के बारे में बात करेंगे पहले हमने एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन किया है तो यहां छोटे सिग्नल का मतलब है कि अधिकतम कलेक्टर करंट की तुलना में आउटपुट करंट या वोल्टेज स्विंग छोटा है अब इन छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों का उपयोग ज्यादातर सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है इसलिए अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में इन छोटे सिग्नल एम्पलीफायरों का उपयोग एम्पलीफायरों के शुरुआती 2 या 3 चरणों के रूप में किया जाता है अब यदि लोड को वितरित की जाने वाली पावर बहुत अधिक होनी चाहिए तो एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर के रूप में चुना जाना चाहिए तो सामान्य तौर पर एम्पलीफायर के अंतिम 1 या 2 चरणों को पावर एम्पलीफायरों के रूप में चुना जाता है यहाँ एक कह सकता है कि कब एक एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर माना जाना चाहिए और कब इसे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के रूप में माना जाना चाहिए इसलिए जब पावर 500 mW से कम होती है तो कोई भी कह सकता है कि यह एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर माना जा सकता है लेकिन अगर पावर 500 mW से अधिक हो तो कुछ वाट या कुछ 10 W या कुछ 100 W हो सकते हैं तो वे पावर एम्पलीफायरों के रूप में माना जा सकता है इसलिए इस व्याख्यान में हम पावर एम्पलीफायरों के बारे में बात करेंगे हम पावर एम्पलीफायरों के विभिन्न परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि ये पैरामीटर पावर एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करते हैं फिर हम पावर एम्पलीफायरों के विभिन्न क्लासेस को देखेंगे जो एम्पलीफायर में आउटपुट करंट फ्लो पर निर्भर करता है जब हम पावर एम्पलीफायर के सर्किट विश्लेषण को देखेंगे तो हम डीसी और एसी लोड लाइन के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसका ऑपरेटिंग बिंदु चयन करेंगे उसके बाद हम एम्पलीफायरों के विभिन्न क्लासेस के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे तो हम क्लास Aएम्पलीफायर क्लास B एम्पलीफायर क्लास AB और क्लास C पावर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे अब पावर एम्पलीफायर के इन क्लासेस पर चर्चा करने के बाद हम पावर एम्पलीफायर के दो प्रैक्टिकल डिजाइन उदाहरण लेंगे एक 2 W पावर होगा और दूसरा उदाहरण 30 W पावर एम्पलीफायर का होगा इसलिएपावर एम्पलीफायर में पावर का मतलब है कि कितनी एसी पावरलोड को दी जाती है अब कोई भी यह पूछ सकता है कि यह एसी पावर कहां से आती है तो सामान्य तौर पर यह सप्लाई से या बैटरी से आता है अब कोई यह पूछ सकता है कि कन्वर्शन एफिशिएंसी क्या है इसलिए इसका मतलब है कि एम्पलीफायर का एक सर्किट कितनी प्रभावी रूप से डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करता है जिसे लोड तक पहुंचाया जाना है इस प्रभावशीलता को पावर एम्पलीफायर की कन्वर्शन एफिशिएंसी के संदर्भ में परिभाषित किया गया है और यह फिगर ऑफ मेरिट पावर एम्पलीफायर का है यह लोड को वितरित औसत AC पावर और सर्किट द्वारा तैयार की या बैटरी द्वारा सप्लाई की औसत डीसी पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया हैयह पावर एंपलीफायर के विस्तारक विचार में से एकहै अगलाविचार एम्पलीफायरों में डिस्टॉर्शन है अब आउटपुट करंट के आधार पर विभिन्न प्रकार के एम्पलीफायर विभिन्न प्रकार के वेवफॉर्म प्रदान करते हैं तो डिस्टॉर्शन को परिभाषित इनपुट वेवफॉर्म आकार से आउटपुट वेवफॉर्म आकार में परिवर्तन के रूप में किया गया है ये डिस्टॉर्शन हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के जैसे एंप्लीट्यूड डिस्टॉर्शन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन हम करेंगे इन डिस्टॉर्शनस के बारे में थोड़ी देर बाद बात अगली बात इस पावर एम्पलीफायर में है ट्रांजिस्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वे हाई पावर को डिसिपेट करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए वे हाई पावर को डिसिपेट करते हैं हालांकि एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के मामले में ट्रांजिस्टर बहुत छोटे आकार के होते हैं और पावर एम्पलीफायर के मामले में ट्रांजिस्टर का आकार अपेक्षाकृत बड़ा चुना जाता है यह हो सकता है कुछ सेंटीमीटर या उससे भी अधिक हालांकि एक छोटे सिग्नल एम्पलीफायर के मामले में यह केवल कुछ मिलीमीटर आकार का है यहां पावर एम्पलीफायर के मामले में आकार अपेक्षाकृत अधिक बनाया जाता है क्योंकि उन्हें अधिक गर्मी को फैलाना पड़ता है अब चूंकि इन पावर एम्पलीफायरों में ट्रांजिस्टर अधिक गर्मी फैलाते हैं इसलिए कुछ शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता होती है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखा होगा पंखा किसी भी उपकरण के बैकेंड पर जुड़ा होता है और यह पंखा उपकरण को शीतलन प्रदान करता है जो ट्रांजिस्टर को ठंडा करता है यदि पावर बहुत अधिक नहीं है तो यह शीतलन ट्रांजिस्टर के धातु आवरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है और यह धातु आवरण के माध्यम से गर्मी को नष्ट कर देता है अब यदि ट्रांजिस्टर को सर्किट्री के पीछे के छोर पर रखकर ठंडा किया जा सकता है और इस मामले में गर्मी कन्वैक्शन के माध्यम से जाती है जब हवा बहती है तो इससे ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है तो ये पावर एम्पलीफायर के मुख्य मीमांसा हैं पावर एम्पलीफायर के मामले में रजिस्टेंस कलेक्टर का अपेक्षाकृत कम चुना जाता है क्योंकि इन मामलों में आउटपुट करंट या वोल्टेज स्विंग बहुत बड़ी होनी चाहिए और ऐसा हो सकता है यदि इन एम्पलीफायर के कलेक्टर रजिस्टेंस को छोटा चुना जाए आगे हम पावर एम्पलीफायरों के विभिन्न क्लासेस के बारे में बात करेंगे पावर एम्पलीफायरों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आउटपुट करंट का कितना भाग होगा इनपुट करंट या इनपुट सिग्नल के संबंध में तो एम्पलीफायर की क्लासेस क्लास Aक्लास B और क्लास C हैं अब क्लास B एम्पलीफायर के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं फिर नए प्रकार के एम्पलीफायर को क्लास AB एम्पलीफायर कहा जाता है यह डिस्टॉर्शन को समाप्त करता है जो क्लास B एम्पलीफायर के मामले में होते हैं हम इन विशेषताओं के बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे अब क्लासA एम्पलीफायर के मामले में आउटपुट वेवफार्म इनपुट साइकिल का अनुसरण करती है तो यहां आउटपुट करंट प्रवाह करता है पूरे इनपुट साइकिल के लिए इसलिए इस एम्पलीफायर में कंडक्शन कोण 3600 है इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि आउटपुट करंट इनपुट सिग्नल की सटीक प्रतिकृति है तो यह क्लास A एम्पलीफायर है इन क्लास A एम्पलीफायर की एफिशिएंसी अपेक्षाकृत कम है एम्पलीफायर का अगला प्रकार क्लास B एम्पलीफायर है इस स्थिति में ऑपरेटिंग पॉइंट को कटऑफ पर चुना जाता है तो आउटपुट करंट केवल पॉजिटिव आधे साइकिल के लिए बहता है तो आउटपुट वेवफार्म 0 और 𝛑 2𝛑 और 3𝛑 4 𝛑 और 5𝛑 के बीच होगी आउटपुट वेवफार्म इस तरह होगी इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि जानकारी का आधा हिस्सा खो गया है एक पूर्ण वेवफार्म प्राप्त कर सकते है यदि इंजीनियर दो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक विशेष प्रकार के कनेक्शन का उपयोग करता है जिसे पुश पुल कनेक्शन के रूप में जाना जाता है तो कोई आसानी से पूर्ण वेवफार्म प्राप्त कर सकता है हम इस विन्यास के बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे अब कोई कह सकता है कि किसी को क्लास B एम्पलीफायर क्यों चुनना चाहिए यह डिस्टॉर्शन से ग्रस्त है इसका कारण यह है कि क्लास B एम्पलीफायर के मामले में इन एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बहुत अधिक है क्लास A की तुलना यहां एफिशिएंसी 78 है और क्लास A एम्पलीफायर के मामले में सिर्फ 25 है तो यह क्लास B एम्पलीफायरों के लाभ में से एक है अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि ये एम्पलीफायरोंडिस्टॉर्शन से ग्रस्त हैं तो एक अन्य प्रकार का एम्पलीफायर ऑपरेटिंग प्वाइंट को एक्टिव रीजन की ओर थोड़ा स्थानांतरित करके बनाया गया है तो इन प्रकार के एम्पलीफायरों को क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायरों के रूप में जाना जाता है इस एम्पलीफायर का कंडक्शन कोण 180 0 से अधिक है क्लास B एम्पलीफायर के मामले में प्रवाहकत्त्व कोण 1800 है और क्लास AB एम्पलीफायर के मामले में यह 180 0से थोड़ा अधिक है यह लगभग 200 0हो सकता या 2200 स्थिति के आधार पर है तोइस मामले में एफिशिएंसी क्लास AB एम्पलीफायर की तुलना में थोड़ा कम है लेकिन यह डिस्टॉर्शन मुक्त आउटपुट सिग्नल प्रदान करता है एम्पलीफायर का अगला प्रकार क्लास C एम्पलीफायर है इन एम्पलीफायर में आउटपुट करंट प्रवाह इनपुट सिग्नल के केवल बहुत छोटे हिस्से के लिए होता है तो आप कह सकते हैं यदि आप यहां कहीं का चयन करते हैंतब आउटपुट करंट केवल इस क्षेत्र के लिए प्रवाहित होगा तो इसी तरह की आपको वेवफॉर्म मिलेगी वे बहुत उच्च आउटपुट पावर के साथ एक बहुत छोटा सिग्नल प्रदान करते हैं तो ये पल्सेस बहुत अधिक आउटपुट पावर वाली हैं जब इनपल्सेस को एलसी टैंक सर्किट के साथ जोड़ा जाता है तो वे कैरियर वेव प्रदान करते हैं जो प्रकृति में साइनसोइडल है तो उन्हें साइनसोइडल कैरियर बेवको जनरेट करने के लिएउपयोग किए जाता हैं अब अगर मैं इन एम्पलीफायरों की तुलना कंडक्शन एंगल और दक्षता के संदर्भ में करता हूं तो क्लास A एम्पलीफायर के लिए कंडक्शन एंगल अधिकतम है और यह क्लास C एम्पलीफायर के लिए न्यूनतम हैक्लास A एम्पलीफायर के लिए यह लगभग 3600 है और क्लास C के लिए यह10 0 के क्रम का या 200 स्थिति के आधार पर है कि कैसे उच्च पल्स या आप कितनी अवधि के लिए आप उस पल्स में रुचि रखते हैं जो कि क्लास C एम्पलीफायर द्वारा उत्पन्न किया जाता है अब अगर मैं एफिशिएंसी के संदर्भ में बात करता हूं तो क्लास A एम्पलीफायर की एफिशिएंसी न्यूनतम है जो लगभग 20 और 25 हैऔर यह क्लास C एम्पलीफायर के लिए अधिकतम है यह लगभग 95 है तो वे इन ABCएम्पलीफायरों में से सबसे कार्यक्षम पावर एम्पलीफायर हैं आगे हम क्लास A एम्पलीफायरों का एक उदाहरण लेंगे तो यहाँ क्लास A का एम्पलीफायर सर्किट है यह सप्लाई वोल्टेज है ये बायसिंग रजिस्टर हैं यह कलेक्टिव रजिस्टर हैऔर ये डीकपलिंग कैपेसिटर हैं इनपुट यहां पर लागू होते हैं तो इस मामले में इस इनपुट को इस डिकूप्लिंग कैपेसिटर के माध्यम से सर्किट को युग्मित किया जाता है और आउटपुट रेजिस्टेंस RL है और यह सर्किट इस डीकपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से जुड़ा हुआ है हमने पहले ही देख ली है इस सर्किट की डीसी लोड लाइन अब कोई भी कह सकता है कि यह सर्किट समान है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के इसलिए यद्यपि दिखने में वे समान हैं लेकिन इस ट्रांजिस्टर का पावर एम्पलीफायर के मामले में बिलकुल अलग विचार है डिसिपेशन की वजह से एवं अन्य कंसीडरेशंस जिस पर इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे अब हम देखेंगे कि यहां हम AC पावर में रुचि रखते हैं जो लोड पर पहुंचाई जाती है तो हम AC लोड लाइन देखेंगे अब कोई भी कह सकता है कि एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइनें अलग अलग क्यों हैं इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि इस छोर पर इंपेडेंस जो देखी गई है वह डीसी सर्किट और एसी सर्किट के लिए अलग होगा डीसी सर्किट के मामले में ये कैपेसिटर अनंत एमपीडांस की तरह काम करेंगे इसलिए वे आउटपुट के साथ संबंध नहीं बनाएंगे इसलिए इस छोर पर देखा गया रेजिस्टेंस केवल RC होगा हालांकि AC विश्लेषण के लिए सभी सप्लाई स्रोतों को शॉर्ट सर्किट सभी डिकम्प्लिंग कैपेसिटर के शॉर्ट सर्किट करें तो अगर इसे छोटा किया जाता है तो एमपीडांस इस छोर पर देखा RC और RL का समानांतर संयोजन होगा जो एक छोटे rc द्वारा दर्शाया गया है तो देखा गया एमपीडांस AC और DC विश्लेषण के लिए अलग है और यही कारण है कि AC लोड लाइन DC लोड लाइन से अलग होगी अब बस इस सर्किट का विश्लेषण करना है शॉर्ट सर्किट सभी आपूर्ति स्रोतों और शॉर्ट सर्किट सभी डीकपलिंग कैपेसिटरऔर फिर इस लूप में किरचॉफरूल को लागू करना है और फिर डीसी करंट के साथ इसमें प्राप्त करंट को सुपरपोज करना है इसे सरल बनाने से आपको मिलेगी यह अभिव्यक्तियह iC और vCE के यह बीच के संबंध को दर्शाता है यह एक सीधी रेखा है इसलिए जब कोई भी देखना चाहता है करैक्टेरिस्टिक्स को I C VS vCE तो यह एक सीधी रेखा खींच जा सकती है तो एक AC लोड लाइन रेखा खींचने केलिए vCE को 0 के बराबर डालें IC सैचुरेशन करंट की गणना करने के लिए तो यह होगा और कटऑफ क्षेत्र के लिए iC 0 तो vCE V CEQ ICQ rc और इन पॉइंट्स का उपयोग करके खींची गई रेखा AC लोड लाइन होगी यहाँ इस लोड लाइन का ढलान 1 r c होगा जो एक समानांतर संयोजन RCऔर RL का है अब अगली बात यह है कि ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए तो क्लास A के मामले में एक पावर एम्पलीफायरों का आउटपुट करंटऔर वोल्टेज का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए तो किसी को ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह से चुनना चाहिए कि यह बिना किसी विरूप के अधिकतम आउटपुट पावर प्रदान करे तो सामान्य तौर पर यह सुझाव दिया जाता है कि किसी को बीच में ऑपरेटिंग पॉइंट चुनना चाहिए इस एसी लोड लाइन के यह क्यों चुना गया है क्योंकि यदि आप यहाँ कहीं पॉइंट चुनते हैंतो संभावना है कि इस आउटपुट सिग्नल के पॉजिटिव साइकल को क्लिप किया जा सकता है इसे सैचुरेशन क्लिपिंग के रूप में जाना जाता है और यदि पॉइंट को यहां कहीं चुना जाता है तो संभावना है कि आउटपुट सिग्नल के नेगेटिव साइकिल को क्लिप किया जा सकता है इसे कटऑफ क्लिपिंग के रूप में जाना जाता है तो किसी को भी केंद्र में ऑपरेटिंग पॉइंट का चयन करना चाहिए बिना किसी विकृति के अधिकतम आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए आगे हम देखेंगे कि लोड को कितनी ACपावर पहुंचाई जाती है इसलिएलोड को वितरित की गई पावर की गणना करने के लिए कुछ धारणाएं बनाई जाती हैं कि कटऑफ पॉइंट को यहां पर 0 माना जाता है तो यह VCC से मेल खाती है यदि आप देखते हैंऔर इसे सैचुरेशन पर लिया जाता है तो करंट का यह मान 2 ICQ होगा यहाँ यह अधिकतम वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है और यह न्यूनतम वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है तो यह 0 होगा औरअधिकतम वोल्टेज यहाँ पर VCC होगा यह न्यूनतम करंट का प्रतिनिधित्व करता है और यह छोर प्रतिनिधित्व करता है अधिकतम करंट का तो अधिकतम करंट 2ICQ होगा और न्यूनतम करंट होगा 0 अब लोड को दिए गए आउटपुट पावर की गणना करने के लिए यह रूट मीन स्क्वेयर होगा VCE और ICEका जोकि V CC I CQ4 होगा तो सरल बनाने के बाद आप को AC पावर जो लोड को पहुंचाई जाती है मिल जाएगा अबकितनी इस मामले में बैटरी द्वारा पावर की सप्लाई की जाती है तो इस मामले में करंट की आपूर्ति की जाएगी इन दो शाखाओं में इसलिए यह विश्लेषण में माना जाता है कि इन बायसिंग रजिस्टर द्वारा खींचा गया करंट इस रजिस्टर द्वारा खींचे गए करंट की तुलना में नज़रन्दाज करने योग्य है इसलिए इसे नजर अंदाज कर दिया गया है इसलिए सप्लाईड पावर होगी अब कन्वर्जन एफिशिएंसी की गणना करने के लिए हमने पहले ही अध्ययन किया है कि कन्वर्जन एफिशिएंसी आउटपुट पावर जो लोड को वितरित है और पावर सप्लाई का अनुपात है इसलिए यदि आप इन मूल्यों को रखते हैं तो आपको 25 की एफिशिएंसी प्राप्त होगी अब इस मामले में अगर मान लें कि कोई 10W पावर एम्पलीफायर डिजाइन करना चाहता है तो किसी को सप्लाई के40W पावर की सप्लाई करनी होगी तो इस मामले में इस सर्किट में बहुत सारी पावर बर्बाद हो जाएगी यहां आधी इस रेजिस्टेंस में पावर बर्बाद हो जाएगी अगर इस रेजिस्टेंस को ट्रांसफार्मर से हम बदल दें तो यह पावर बचाई जा सकती है तो क्लास A एम्पलीफायर का अगला प्रकार ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर है यहां लोड रजिस्टेंस RC को ट्रांसफार्मर से बदल दिया जाता है तो यह ट्रांसफार्मर है आउटपुट रेजिस्टेंस RL है यहां प्राइमरी कॉइल में टर्न की संख्या np होती है और सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या ns होती है तो इस छोर पर प्राइमरी पर देखे जाने वाले इंपेडेंस को इस अभिव्यक्ति RL np ns 2RLद्वारा दर्शाया जाएग इस मामले में इंपेडेंस मैचिंग आसानी से सिर्फ ट्रांसफार्मर का टर्न रेशों बदलकर प्राप्त किया जा सकता है अब इस मामले में हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के मामले में रेजिस्टेंस बहुत कम है या0 है इसलिए इस विन्यास के लिए DC लोड लाइन एक वर्टिकल रेखा होगी क्योंकि एक छोटा रेजिस्टेंस या 0 रेजिस्टेंस इनफाइनइट स्लोप से मेल खाती है ताकि हम वर्टिकल रेखा बनाते हैं तो इस मामले में यह VCQ VCC है क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए यदि आप VCQ का मान रखते हैं और कन्वर्सेशन एफिशिएंसी की गणना करने का प्रयास करते हैं तो यह 50 हो जाएगा इसलिए ट्रांसफार्मर कपलड क्लास A एम्पलीफायर का उपयोग करके एफिशिएंसी में 50 तक का सुधार हो गया है इसलिए यदि आप 10 W एम्पलीफायर का डिजाइन करना चाहते हैं तो यहां आपको 20W पावर की सप्लाई करने की आवश्यकता है अब यदि आप यहां देखते हैं कि सिग्नल अनुपस्थित है तो दोनों क्लास A एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन मेंकरंट इस ट्रांजिस्टर से होकर गुजरता है तो यह गर्मी को लगातार डिसिपेट करेगा तो यह एक तरह का नुकसान है की क्लास A कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांजिस्टर में बहुत सारी पावर डिसिपेट हो जाती है अब यह विन्यास भी वांछनीय नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर अपेक्षाकृत भारी है और वे आवृत्ति संवेदनशील हैं तो आवृत्ति प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं है अब यदि ट्रांसफार्मर का उपयोग बहुत अच्छी गुणवत्ता के लिए किया जाता है तो यह महंगा हो जाता है तो यही कारण है कि इस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग नहीं किया जाता है एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का अगला प्रकार क्लास B एम्पलीफायर है यहां ऑपरेटिंग पॉइंटको कटऑफ में चुना जाता है तो कट ऑफ में करंट 0 होगा इसलिए इस स्थिति में आउटपुट करंट केवल इस आधे साइकिल के लिए प्रवाहित होगा जो कि पॉजिटिव आधा साइकिल हैकोई कंडक्शन नहीं होगा नेगेटिव हाफ साइकल में तो आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर half wave rectifierजैसा होगा अब यदि कोई पूर्ण वेव फॉर्म प्राप्त करना चाहता है तो यह क्लास B पावर का उपयोग करके भी संभव हैएम्पलीफायरइसे विशेष प्रकार की व्यवस्था का उपयोग करके बनाया जा सकता है जिसे पुश पुल कनेक्शन के रूप में जाना जाता है पुश पुल कनेक्शन में दो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है इसलिए यहां दो ट्रांजिस्टर की पुश पुल व्यवस्था है ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर हैं और ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशनहैं यहां इनपुट ट्रांसफ़ॉर्मर का उपयोग करके इनपुट प्रदान किय जाता है और आउटपुट को इन ट्रांजिस्टरस से लेकर आउटपुट पर ट्रांसफ़ॉर्मर द्वारा संयोजित किया जाता है तो इस मामले में इनपुट सिग्नल को डीकपल सेकेंडरी पर किया गया है और वे आउट ऑफ फेस हैं यहां आप देख सकते हैं तो उन्हें इस तरह से टैप किया जाता है कि इनपुट इन ट्रांजिस्टर में आउट ऑफ फेस हो जाते हैं इसलिए इस मामले में NPN ट्रांजिस्टर हम जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के लिए एमिटर बेस जंक्शन कंडक्शन शुरू करने के लिए फॉरवार्ड बॉयस होना चाहिए इसलिए यदि आप यहां इस चक्र को देखते हैं तो यह आधा साइकिल इस ट्रांजिस्टर को फॉरवार्ड बॉयस प्रदान करेगा तो इसलिए आउटपुट इतनी अवधि के दिखाई देगा चूंकि यह कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए आउटपुट इनपुट सिग्नल के विपरीत होगा तो यह इसी तरह यहां दिखाई देगा इस मामले में इनपुट सिग्नल के इस चक्र के लिए आउटपुट दिखाई देगा तो यह इसलिए इतनी अवधि केलिए रिवर्स फेस में होगा अब सेंटर टैप आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग करने से ये आउटपुट संयुक्त हो जाते हैं और आपको इस तरह आउटपुट वेब मिलेगी तो यह एक पुश पुल एम्पलीफायर है ये पारंपरिक रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफ़ॉर्मर की वजह से यह महंगा हो जाता है और इस एम्पलीफायर का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है इसलिए अगले प्रकार की पुश पुल तरतीब ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रही है यहां ट्रांजिस्टर NPN और PNP हैं वे बैक टू बैक जुड़े हुए हैं यहां आउटपुट लोड पर लिया गया है और यहाँ इनपुट प्रदान किया गया है तो NPN ट्रांजिस्टर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवार्ड बॉयस होगा यदि पॉजिटिव साइकिल यहां कर दिया जाएगा और PNP ट्रांजिस्टर के मामले में यदि नेगेटिव वोल्टेज प्रदान किया जाता है तो यह कंडक्शन स्थिति या एक्टिव रिंजन में होगा तो पॉजिटिव हाफ सायकल के लिए आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से दिखाई देगा और नेगेटिव हाफ साइकल के लिए आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से दिखाई देगा अब यदि कोई लोड यहां से जुड़ा हुआ है तो लोड पर प्राप्त यह आउटपुट पूर्ण वेव होगा तो यह है कि पुश पुल कनेक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग करके पूरा वेव कैसे बनाया जाता है अब इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में लोड के लिए वितरित की गई पावर को Vce Ice के रूट मीन स्क्वेयर मान द्वारा दिया जाएगा यहाँ VCEQ VCC 2 है क्योंकि आउटपुट करंट केवल आधी अवधि के लिए दिखाई देता है तो VCEQ VCC 2 तो इन मानों को डालकर आप लोड को दिए गए आउटपुट AC पावर की गणना कर सकते हैं तो यह VCC ICQ 4 होगा यदि आप सप्लाई की गई पावर की गणना करना चाहते हैं तो यह VCC और बैटरी द्वारा सप्लाई की जाने वाली करंट का उत्पाद होगा तो यह करंट सप्लाईड करंट का औसत मूल्य होगा इस मामले में आउटपुट पूर्ण अवधि के लिए प्रकट नहीं होता है इसलिए हमें लेना चाहिए औसत पूरी अवधि के लिए तो औसत मूल्य ICQ𝛑 होगा अब कन्वर्जन एफिशिएंसी के लिए यह सप्लाइड पावर द्वारा आउटपुट पावर का अनुपात है और यदि आप इन मूल्यों को रखते हैं तो अनुपात 𝛑 4 होगा तो इस एम्पलीफायर के लिए कन्वर्जन एफिशिएंसी 785 है और यह क्लास A एम्पलीफायर की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है तो यह क्लास B एम्पलीफायरों के फायदों में से एक है अब यह एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन से ग्रस्त है तो यदि आप इस पुश पुल व्यवस्था में देखते हैं तो यह ट्रांजिस्टर समान गुणों वाला होना चाहिए यदि गुण समान नहीं हैं तो आउटपुट सिग्नल में फंडामेंटल फ्रिकवेंसी के हार्मोनिक्स शामिल हो सकते हैं इसलिए आउटपुट में फंडामेंटल फ्रिकवेंसी और दूसरा हार्मोनिक तीसरा हार्मोनिक वगैरह हो सकता है तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि यह नीला वक्र फंडामेंटल फ्रिकवेंसी है और यह हरा एक दूसरा हार्मोनिक है तो आउटपुट वेव इस तरह होगी जो वांछनीय नहीं है तो इस प्रकार की डिस्टॉर्शन को हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के रूप में जाना जाता है इसलिए हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को हार्मोनिकिक्स द्वारा अधिग्रहित मूल्य द्वारा दिया जाता है तो यह पावर जो फंडामेंटल फ्रिकवेंसीFUNDAMENTAL FREQUENCY को वितरित की जाती है उस द्वारा विभाजित हारमोंस के रूट मीन स्क्वेयर मान द्वारा दिया जाता है तो यहाँ A1एंप्लीट्यूड है फंडामेंटल फ्रिकवेंसीFUNDAMENTAL FREQUENCY और An nth हार्मोनिक का एंप्लीट्यूड है इसलिए क्लास B एम्पलीफायर के मामले में चूंकि आउटपुट करंट दिखा पूरकट्रांजिस्टर के आउट ऑफ फेस होने की वजह हैं तो क्लास B पावर एंपलीफायर के मामले में ईवन हारमोनिक्स अनुपस्थित होगी केवल औड हार्मोनिक्स मौजूद होंगे तो यह डिस्टॉर्शन अपेक्षाकृत बहुत कम होगी क्योंकि डिस्टॉर्शन इस दूसरे हार्मोनिक के कारण होगी तो यह हार्मोनिक होगा क्लास B एम्पलीफायर में अनुपस्थित तो क्लास B मामले में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अपेक्षाकृत कम होगा और यह इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया जाएगा अगले प्रकार की डिस्टॉर्शन विश्लेषण में क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन है हमने माना कि ये ट्रांजिस्टर प्रकृति में आदर्श हैं लेकिन वास्तविक रूप से वे सिलिकॉन से बने होते हैं फिर यहां वोल्टेज एमिटर बेस जंक्शन के बायसिंग के लिए आवश्यक NPN ट्रांजिस्टर के मामले में 07V है और यह PNP ट्रांजिस्टर के लिए 07 वी होना चाहिए तो कोई कंडक्शन नहीं होगा जब पॉजिटिव आधा चक्र 0 से 07 V के बीच होगा और इसी तरह इस मामले में कोई नहीं होगा कंडक्शन जब यह 07 से 0 V के बीच होगा तो आउटपुट दिखाई नहीं देगा उस अवधि के लिए तो इस मामले में आउटपुट वेव इनपुट की प्रतिकृति नहीं होगी या यह नहीं होगी पूर्ण साइनसोइडल वेव तो इस प्रकार की डिस्टॉर्शन को क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन के रूप में जाना जाता है इस प्रकार की डिस्टॉर्शन DISTORTION0 को ऑपरेटिंग पॉइंट को थोड़ा सक्रिय क्षेत्र की ओर शिफ्ट करके कम किया जा सकता है तो इस प्रकार के एम्पलीफायर को क्लास AB एम्पलीफायरों के रूप में जाना जाता है तो यह रजिस्टर बायसड क्लास AB एम्पलीफायर का सर्किट है यहाँ इस R2 और R3 का उपयोग इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि वे हर समय कंडक्शन की स्थिति में रहें 0 इनपुट सिग्नल की स्थिति में भी यहां आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग बिंदु यहां चुना गया है जो सक्रिय क्षेत्र की ओर थोड़ा है यह कलेक्टर करंट के अधिकतम मूल्य का लगभग 5 से 10 है तो इस मामले में आउटपुट पूर्ण वेव होगा लेकिन य कॉन्फ़िगरेशन तापमान भिन्नता के कारण हानि सहते हैं क्योंकि एमिटर बेस जंक्श वोल्टेज तापमान के साथ बदलता रहता है हम जानते हैं कि बेस एमिटर वोल्टेज 25 mV से बदलता रहता है यदि हम टेंपरेचर को1 ° C तापमान से बढ़ाएं मान लीजिए कि यदि तापमान 20 0 से बढ़ता है तो यह 50 mV भिन्नता से मेल खाता है अब आवश्यक बायसिंग वोल्टेज लगभग 600 mV है इसलिए यह 15 mW अपेक्षाकृत विशाल भिन्नता होगी इसलिए संभावना है कि यह ऑपरेटिंग बिंदु को स्थानांतरित कर सकता है जो वांछनीय नहीं हो सकता है क्योंकि यह डिस्टॉर्शंस प्रदान करेगा तो अगले प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन डायोड बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ इन NPN और PNP ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रदान करने के लिए इन डायोड का उपयोग किया जाता है इन डायोड के गुणों के समान NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस जंक्शन हैं तो इन ट्रांजिस्टरों में यदि तापमान में परिवर्तन होता है तो ट्रांजिस्टर के एमिटर बेस जंक्शन में इसी तरह की भिन्नताएं होती हैं और इन डायोड में समान विविधताएं होती हैं इसलिएवे ऑपरेटिंग पॉइंट की भिन्नता से ग्रस्त नहीं हैं तो वे बिना किसी डिस्टॉर्शन के पूर्ण वेव प्रदान करते हैं तो इस क्लास के एम्पलीफायरों से डिस्टॉर्शन दूर हो जाती है यह AB एम्पलीफायर का सबसे बड़ा लाभ है इसलिए यदि कोई क्लास B एम्पलीफायर का उपयोग करना चाहता है तो यह सामान्य रूप से सुझाव दिया जाता है कि किसी को भी क्लास AB एम्पलीफायर का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह डिस्टॉर्शन लेस सिग्नल प्रदान करता है और की एफिशिएंसी इन एम्पलीफायरों की क्लास B एम्पलीफायर की तुलना में थोड़ा कम है इस एम्पलीफायर का कंडक्शन कोण 1800 से थोड़ा अधिक है यह बायसिंग की स्थिति पर निर्भर करता है तो यह लगभग 2000या 2200 के हो सकता है यहां आप देख सकते हैं किआउटपुट सिग्नल कितनी अवधि के लिए दिखाई देगा इन मामलों में तो इन क्लास AB एम्पलीफायरों की एप्लीकेशन है कि उन्हें जैमर या सिग्नल एनहांसर में उपयोग किए जा सकते हैं में और कई अन्य सर्किट जहां उच्च पावर की आवश्यकता होती है और एफिशिएंसी भी उन कंसीडरेशंस में से एक है एम्पलीफायर का अगला प्रकार क्लास C एम्पलीफायर है क्लास C एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के केवल बहुत छोटे हिस्से के लिए मौजूद होता है तो यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट को चुना गया कटऑफ पॉइंट से दूर है तो इस मामले में बायसड वोल्टेज नेगेटिव लागू होगा तो यही कारण है कि सर्किट विश्लेषण में इस नेगेटिव बायसड वोल्टेज को चुना जाता है यहां आउटपुट इस भाग के लिए दिखाई देगा अब यदि आप यहाँ देखते हैं तो लागू किया गया इनपुट सिग्नल साइनसॉइडल है प्रकृति में ये डीकपलिंग कैपेसिटर हैं तो नेगेटिव साइकिल के लिए इस मामले में यह बढ़ जाएगा इस नेगेटिव मान तक ताकि ट्रांजिस्टर में कोई कंडक्शन न हो और शुरुआत में पॉजिटिव साइकिल के लिए यह इस नेगेटिव बायस के लिए क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करेगा बहुत अधिक मूल्य के लिए और इनपुट सिग्नल के बहुत छोटे हिस्से के लिए यह ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जाएगा तो कलेक्टर करंट दिखाई देगा तो यहाँ करैक्टर करंट बहुत उच्च पावर के साथ बहुत कम अवधि का होगा तो यह इस तरह पल्सेस के रूप में होगा स्टैंडअलोन कॉन्फ़िगरेशन में ये पल्सेस बहुत काम की नहीं हैं अब जब टैंक सर्किट इस विशेष एम्पलीफायर के कलेक्टर छोर पर जुड़ा हुआ है तो ये पल्सेस इस टैंक सर्किट पर वार करती हैं चूंकि हम जानते हैं कि इन पल्सेस की समय अवधि बहुत कम है तो आवृत्ति बहुत अधिक होगी और हम जानते हैं कि ट्यून किए गए सर्किट के मामले में इंडक्टर द्वारा दी जाने वाली एमपीडांस उच्च आवृत्ति रेंज के लिए बहुत अधिक होगी और यह करेगा एक ओपन सर्किट की तरह काम और कैपेसिटर के मामले में यह बहुत कम एमपीडांस प्रदान करेगा तो यह करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह काम तो यह चार्ज करना शुरू कर देगा तो कैपेसिटर VCC तक चार्ज होगा या थोड़ा VCC से कमहै फिर यह कैपेसिटर इंडक्टर को करंट प्रदान करके डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा और फिर यह डिस्चार्ज करेगा मान 0 तक और फिर रिवर्स प्रक्रिया शुरू होगी तो इस तरह से यह उत्पन्न करेगा पूर्ण साइनसोइडल वेव तो यह इस क्लास C एम्पलीफायर के सबसे बड़े अनुप्रयोगों में से एक है तो टैंक सर्किट का उपयोग करके क्लास C का उपयोग करके एक साइनसोइडल कैरियर वेव 9SINUSOIDAL CARRIER WAVE उत्पन्न की जा सकती है इन एम्पलीफायरों की एफिशिएंसी लगभग 95 है तो यदि आपूर्ति की गई पावर 1 KW है तो 900 W के आसपास या शायद 950W की साइनसोइडल वाहक लहर प्राप्त की तो इस एम्पलीफायर का अनुप्रयोग वाहकसिग्नल प्रदान करना है जो एक बहुत ही उच्च उत्पादन पावर है इसलिए कैरियर सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए रडार सिस्टम में टेलीविज़न सिग्नल में उनका उपयोग किया जाता हैयह फायदे में से एक है इन एम्पलीफायर की सीमा यह है कि वे केवल साइनसोइडल के रूप में कैरियर सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं अब हम पावर एम्पलीफायर के दो उदाहरण लेंगे तो यहाँ 2 W पावर एम्पलीफायर का उदाहरण है इस एम्पलीफायर में प्रयुक्त IC का नंबर SPB2026Z है यहां एमपीडांस मैचिंग प्रदान किया जाता है हम प्रतिबाधा मिलान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह पहले ही आपको पिछले व्याख्यानों में बता चुका हूं यह एक क्लास AB ट्रांजिस्टर आधारित पावर एम्पलीफायर हैइस एम्पलीफायर के लिए नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज 5 V है और 1 dB कंप्रेशन प्वाइंट 338 dbm है यहां 1 db कंप्रेशन प्वाइंट का मतलब है कि RF इनपुट सिग्नल के लिए पावर गेन 1 dB से कम हो जाता है तो उस भिन्नता के अनुरूप RF इनपुट को 1 dB कंप्रेशन प्वाइंट के रूप में जाना जाता है तो इस मामले में यह 338 डीबी है इस एम्पलीफायर के लिए RF इनपुट को 215 DB लिया जाता है माप के लिए तो यहाँ इस एम्पलीफायर का प्लॉट है आउटपुट पावर यहाँ दिखाया गया है इस एम्पलीफायर को GSM 2 G बैंड के लिए 1800 से 2000 MHZ या 18 GHZ से 2 GHZ के लिए डिज़ाइन किया गया है इस एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त आउटपुट पावर अधिकतम है जो 19 गीगाहर्ट्ज पर 332 dbm है 381 की एफिशिएंसी के साथ और इस एम्पलीफायर द्वारा खींचा गया करंट 1 A है कूलिंग इन कई होल और कई वायर का उपयोग करके व्यवस्था की जाती है अगला प्रकार का एम्पलीफायर 30 W पावर एम्पलीफायर है यहां आप देख सकते हैं किठंडक की व्यवस्था पीछे की ओर तांबे की प्लेट रखकर की गई है तो यह पावर एम्पलीफायर के इस ट्रांजिस्टर द्वारा उत्पन्न गर्मी को डिसीपेट कर देगा यह भी क्लास AB पावर एम्पलीफायर है इस एम्पलीफायर के लिए नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज 28V है 1 dB कंप्रेशन प्वाइंट पर इस एम्पलीफायर के लिए 448 dbm है और इस एम्पलीफायर को दिया गया RF इनपुट 17 dbm है और आउटपुट पर यह 30db एटेन्यूएटर के साथ जुड़ा हुआ है उसका कारण है हमारे पास मौजूद उपकरणों की माप के लिए के लिमिटेशंस है तो इस पर विचार करके एम्पलीफायर द्वारा हासिल की गई आउटपुट पावर 441dbm साथ में सर्किट के द्वारा खींची गई 26 A करंट है इस एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त एफिशिएंसी लगभग 40 के क्रम की है तो ये पावर एम्पलीफायरों के उदाहरण हैं इसलिए अब मैं इस व्याख्यान में यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि हमने पावर एम्पलीफायरों के हमने जो पावर एम्पलीफायरों बारे में बात की विभिन्न मापदंडों के बारे में बात की के विभिन्न परफॉर्मेंस पैरामीटर का ध्यान रखते हैं उसके बाद हमने क्लास A पावर एम्पलीफायर के बारे में बात की हमने देखा कि पावर एम्पलीफायर RC कपलड ट्रांजिस्टर आधारित पावर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत कम है फिर हमने बात की ट्रांसफार्मर युग्मित क्लास A पावर एम्पलीफायरों के बारे में दक्षता 50 तक बढ़ा दी गई है लेकिन ये क्लास A एम्पलीफायरों नुकसान उठाते हैं बहुत ज्यादा हीट डिसिपेशन की वजह से जब सिग्नल एम्पलीफायर मौजूद नहीं होता है फिर हमने क्लास B एम्पलीफायर के बारे में बात की ऑपरेटिंग बिंदु को कटऑफ आवृत्ति पर चुना जाता है इसलिए सिग्नल की अनुपस्थिति में क्लास B एम्पलीफायरों में कोई अपव्यय नहीं होता है लेकिन क्लास B एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन से ग्रस्त है जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन या हो सकता क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन है इस क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके समाप्त किया जाता है जिसे क्लास AB एम्पलीफायर के रूप में जाना जाता है जो दो ट्रांजिस्टर की पुश पुल व्यवस्था का उपयोग करता है और बायसिंग को रजिस्टर और डायोड की मदद से प्रदान किया जाता है क्लास B एम्पलीफायर की तुलना में यह क्लास AB एम्पलीफायर थोड़ा कम एफिशिएंसी प्रदान करता है क्लास B एम्पलीफायर एफिशिएंसी 785 है हालांकि क्लास AB एम्पलीफायर यह हो सकता लगभग 50 से 70 के बीच है लेकिन वे विरूपण मुक्त सिंगल आउटपुट प्रदान करते हैं फिर हमने क्लास C एंपलीफायर के बारे में बात की जो कि दिखाते हैं कि आउटपुट करंट इनपुट सिगनल की बहुत कम अवधि के लिए होता है तो यह एंपलीफायर का उपयोग बहुत उच्च पावर की शॉर्ट पल्सेस प्रदान करना है जब यह शॉर्ट पल्सेस LC ट्यून्ड सर्किट को स्ट्राइक करती है तब बहुत उच्च पावर की कैरियर साइनसॉइडल वेव भी प्रदान करते हैं यह ज्यादातर रडार सिस्टम में रेडियो सिगनल्स में और टेलीविजन सिगनल्स में उपयोग किए जाते हैं तो इन तीनों क्लासेस ABCमें से क्लासC एंपलीफायर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है यदि किसी को अधिकतर एफिशिएंसी चाहिए तो क्लासC का इस्तेमाल करें और यदि किसी को डिस्टॉर्शन फ्री सिग्नल चाहिए तो उसे क्लास A एमप्लीफायर इस्तेमाल करना चाहिए उसके बाद हमने दो पावर एंपलीफायर के प्रैक्टिकल उदाहरणों के बारे में बात की की हमने बात की थी2 W और 30 W पावर एंपलीफायर के बारे में आखिर हमने देखा कि कैसे कूलिंग व्यवस्था बनाई गई थी और आवृत्ति रेंज पर वह कैसे मैच किए गए और इसके साथ मैं समाप्त करता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद